पिछले दो तीन लेक्चरस में हमने इंजीनियरिंग और साइंसेस से निकलने वाले कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को एनालिटिकली या न्यूमेरिकली फूरिये ट्रांसफॉर्म numerically Fourier transform से हल करने के लिए पर्याप्त थ्योरी विकसित की है मैं अब फूरिये ट्रांसफॉर्म के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर एप्लीकेशन से शुरू करूंगा मैं अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ODEs से निरूपित करूंगा अब आप n th ऑर्डर ODE पर विचार कीजिए मैं अपनी n th ऑर्डर ODE निम्न प्रकार से लिख सकता हूं Ly f मैं अपने ऑपरेटर L को निम्न एक्सप्रेशन से निरूपित करता हूं इसका डेरिवेशन के मैं पहले लेक्चरस में कर चुका हूं ik का पावर n गुना f का फूरिये ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन का भी डेरीवेशन हम पहले लेक्चरस में कर चुके है इक्वेशन 1 का फूरिये ट्रांसफॉर्म लेने पर हमको निम्न एक्सप्रेशन मिलता है अतः मुझे निम्न एक्सप्रेशन मिलता है मान लीजिए फूरिये ट्रांसफॉर्म तो मुझे Y का फूरिये ट्रांसफॉर्म F के फूरिये ट्रांसफॉर्म के बराबर मिलता है तो व्यापक रूप में मुझे जो मिलता है इक्वेशन 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है यह दो फंक्शन का गुणन है जो निम्न पॉलिनॉमियल की तरह लिखा जा सकता है यह k वेरिएबल में n ऑर्डर का पॉलिनॉमियल है और मैं फूरिये प्लेन मैं इसका हल प्राप्त करने के लिए इस पॉलिनॉमियल को हमेशा इनवर्ट कर सकता हूं

जहां मेरा फंक्शन Q है अतः मेरे ODE का हल निम्न प्रकार से दिया जा सकता है तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा हम देखते हैं इस इन्वर्स ट्रांसफार्म F के अंदर के आर्गुमेंट को देखते हैं जिसमें दो फूरिये ट्रांसफार्म का गुणन है जिसका तात्पर्य यह है कि फिजिकल प्लेन में यह अनुरूपी 2 फंक्शन के कन्वॉल्यूशन के बराबर है जब मैं इसका इन्वर्स लेता हूं तो मुझे निम्न एक्सप्रेशन मिलता है इस कन्वॉल्यूशन परिणाम से अंतिम उत्तर को सरल किया जा सकता है अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं LR सर्किट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक साधारण उदाहरण है जिसे पढ़ा जा सकता है मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट में करंट I है जिसका रेजिस्टेंस R है और इंडक्टेंस L है करंट निम्न ODE को संतुष्ट करता है प्रारंभ करने के लिए मैं L तथा R को कांस्टेंट मानता हूं मैं फंक्शन E को सरल रूप में निम्न प्रकार से लिखता हूं हल प्राप्त करने के लिए ध्यान दीजिए कि यह एक पहले आर्डर की ODE है जब हम इस पहले आर्डर की ODE पर फूरिये ट्रांसफार्म लगाते हैं तो हमें निम्न मिलता है यह E के फूरिये ट्रांसफार्म के बराबर है ध्यान दीजिए की E का इनवर्स इस फंक्शन का फूरिये ट्रांसफार्म है इन परिणामों का उपयोग में करने पर मुझे मिलता है मैं इसे इक्वेशन कहता हूं इससे मैं इनवर्स फूरिये ट्रांसफार्म ज्ञात कर सकता हूं अतः हल I निम्न से दिया जाता है हल ज्ञात करने के लिए हमें इस इंटीग्रल का मान करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को हल करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की आवश्यकता होगी मुझे कॉम्प्लेक्स वैरियेबल्स के कुछ बेसिक्स को दोहराना होगा इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है उनमें से एक है कोशी रेसिड्यू थ्योरम तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम क्या है यह थ्योरम मुझे बताता है कि यदि मेरे पास एक फंक्शन f है और f रियल डोमेन में ऐनालिटिक है यानी कि डिफ्रेंशिएबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐनालिटिक डिफ्रेंशिएबल से कुछ ज्यादा होता है f ऐनालिटिक है तो कोशी रेसिड्यू थ्योरम यह कहता है की इस विशेष इंटीग्रल की zz0 पर सिंगुलेरिटी है और पहले आर्डर की सिंगुलेरिटी को पोल कहते हैं तो यदि मेरे पास निम्न फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में है तो यह बराबर है निम्न के दूसरा परिणाम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह यह तथ्य है कि हमें निम्न रूप की दोनों इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है

कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इस तरह के इंटीग्रल का विचार कीजिए मुझे इसका चित्र बनाने दीजिए मैं उस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं जहां मेरा वेरिएबल k कॉम्प्लेक्स है कंटूर इंटीग्रल के लिए हम कंटूर बनाते हैं हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं हमने सेमी सर्कल इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारी कंटूर की एक साइड R है जिसकी लिमिट वैल्यू ∞ है हम क्लोज़्ड कंटूर के लिए इस कर्व को कंप्लीट करते हैं मैं इस कंटूर के सर्कुलर पार्ट को cR से निरूपित करता हूं व्यापक रूप में हम z को इंटीग्रेशन का वेरिएबल मान सकते हैं यहां पर z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जैसे की k था इस रेंज में मेरे पास यह इंटीग्रल रियल एक्सेस पर है जोकि कंटूर इंटीग्रल माइनस कर्वेड पार्ट पर इंटीग्रल के बराबर है आगे हम यह भी दिखा सकते हैं कि यह इंटीग्रल 0 की ओर अग्रसर होता है विशेष परिस्थितियों में जिन्हें जॉर्डन लेमा कहा जाता है मैं यहां पर जॉर्डन लेमा की विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा आप इसे जानने के लिए बेसिक्स ऑफ कंपलेक्स वैरियेबल्स पढ़ सकते हैं हम यहां जॉर्डन लेमा की महत्वपूर्ण कोरोलरी के बारे में बात करेंगे जो यह कहती है कि यदि हमारे पास F पर G दो पॉलिनॉमियल्स है और F G पर ऐसा है की F का आर्डर G के आर्डर से मेग्नीट्यूड में 2 कम है तो R के ∞ की ओर अग्रसर होने पर इस इंटीग्रल को 0 के बराबर दर्शाया जा सकता है अतः जॉर्डन लेमा इससे कुछ ज्यादा ही है लेकिन हम इस तथ्य का उपयोग करेंगे की F का आर्डर G के आर्डर से मेग्नीट्यूड में 2 कम है और दोनों ही पॉलिनॉमियल्स है तो फिर से हम अपने इंटीग्रल की ओर आते हैं मान लीजिए कि यह हमारी इक्वेशन है तो हम फिर से पर आते हैं यदि इस इंटीग्रैंड की मुझे अब्सोल्युट वैल्यू लेनी हो तो मुझे न्यूमैरेटर में 1 मिलेगा और डिनॉमिनेटर में पॉलिनॉमियल का आर्डर 3 मिलेगा अतः एक परिस्थिति न्यूमैरेटर के पॉलिनॉमियल का आर्डर 2 से कम या डिनॉमिनेटर से ज्यादा होना चाहिए को संतुष्ट करता है तो जॉर्डन लेमा के प्रयोग से मुझे निम्न परिणाम मिलता है अब मैं zk पर रेसिड्यू लूंगा अतः k iRL मुझे यहां फिर से चित्र बनाने दीजिए मेरे पास k के रियल और इमेजिनरी दोनों मान है और यह मेरा कंटूर है मुझे यह रूट शामिल नहीं करना है क्योंकि यह कंटूर के अंदर नहीं है अतः रेसिड्यू का मान निकालने से मुझे यह परिणाम प्राप्त होता है यह वह स्थिति थी जब t पॉजिटिव था यदि t टाइम हो तो t को पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन मान लीजिए t कोई मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो t नेगेटिव भी हो सकता है इस स्थिति में हमें गणना करनी है मान लीजिए हमारा इंटीग्रल है तो हमें kk3 पर रेसिड्यू ज्ञात करना है और k1 तथा k2 पर रेसिड्यू को शामिल नहीं करना है क्योंकि उस स्थिति में हमारा कंटूर प्लेन के नेगेटिव हाफ नहीं होगा या हम यह भी कह सकते हैं की जब t नेगेटिव है तो हमारा कंटूर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सेस को कवर करेगा मुझे सिर्फ यह करना है कि मुझे t 0 पर kk3 के लिए रेसिड्यू ज्ञात करना है उस स्थिति में मेरा करंट I होगा अतः t 0 पर आप जान सकते हैं की A और B के लिए भी मेरा I निम्न कांस्टेंट होगा चाहे आप इक्वेशन A से ज्ञात करना चाहे या B से यह समान आएगा यह मेरी समस्या को पूर्णता प्रदान करता है आगे हम कुछ और कठिन उदाहरणों को देखेंगे